अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक रेंज सेंसर को सुनिश्चित करने जा रहा हूं अब यह मानते हुए कि यह बाधा है तो यह बाधा वास्तव में मैं केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस विशेष बाधा या वस्तु और सेंसर के बीच की दूरी क्या है तो यह d मुझे पता लगाना होगा d बराबर है किसके ठीक है अब वास्तव में पीपीटी पर मुझे एक सुधार करना होगा तो यह विशेष कोण यह नहीं है आइए हम कोण लिखते हैं और यह विशेष दूरी है X के स्थान पर कहें ठीक है अब यहाँ हमें मिल गया है एक प्रकाश स्रोत या डिटेक्टर है अब यह विशेष कोण है इसलिए यह विविध हो सकता है तो मैं इस विशेष कोण को अलग कर सकता हूं अब यह मानते हुए कि मुझे सेंसर और इस विशेष प्रकाश स्रोत या उत्सर्जक के बीच की दूरी का पता है इसलिए यह दूरी ज्ञात है यह एक ज्ञात ठीक है इसलिए एक ज्ञात है और है वास्तव में एक चर और मैं सिर्फ इस विशेष को अलग करने जा रहा हूं अब से भिन्न होकर इसलिए मुझे इस विशेष सेंसर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उदाहरण के लिए यह कहें कि यदि मैं इस विशेष के उच्च मूल्य का उपयोग करता हूं तो उदाहरण के लिए कहें मैं उच्च मूल्य का उपयोग कर रहा हूं और यह प्रकाश यहां गिरने वाला है तो यह प्रकाश स्रोत है इसलिए प्रकाश यहाँ गिरने वाला है और यह बहुत चिकनी सतह नहीं है तो क्या होगा इसलिए इस विशेष प्रकाश के लिए यहां कुछ प्रतिबिंब होगा तो इस प्रकार के रिफ्लेक्टेड बीम की मदद से बहुत उज्ज्वल स्थान नहीं मिल सकता है अब आप केवल इस विशेष को अलग करते चले जाते हैं पल इसी के बराबर हो जाता है इस बात की संभावना है कि मुझे इस प्रकार की बीम मिल जाएगी और यहाँ इस तरफ और उस तरफ कुछ प्रतिबिंब होगा लेकिन एक संभावना है मुझे इस विशेष सेंसर की मदद से एक बहुत उज्ज्वल स्थान मिलता है यह कम या ज्यादा सही है कि यह विशेष कोण आपका 90 डिग्री है और यह कोण हम माप सकते हैं ठीक है और यदि आप इस विशेष कोणको माप सकते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा प्रतिबिंब मिल रहा है और यह कोण 90 डिग्री है मैं इस विशेष थीटा को जानता हूं इसलिए बहुत आसानी से मैं इसका पता लगा सकता हूं क्योंकि d को a से विभाजित किया गया है इसलिए घ मैं निर्धारित करने जा रहा हूं तो मैं माप सकता हूं a ज्ञात है इसलिए बहुत आसानी से मैं पता लगा सकता हूं कि d सेंसर के बीच की दूरी है अब मैं उस विशेष उदाहरण को एक बार फिर दोहराता हूं मान लीजिए अगर यह रोबोट जॉइंट या बाधा के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए उपयोग कर सकता हूं अब यहाँ मैं एक प्रकाश स्रोत का उपयोग कर सकता हूं मैं किसी प्रकार के ध्वनि स्रोत का भी उपयोग कर सकता हूं और यह विधि एक बहुत ही लोकप्रिय ट्रायंगुल मेथड का कार्य सिद्धांत है अब मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के कार्य सिद्धांत को समझाने की कोशिश करते हैं अब निकटता से हमारा मतलब है यह निकटता है ठीक है तो हम सेंसर और इस विशेष वस्तु के बीच कितनी निकटता पर विचार करने जा रहे हैं तो निकटता का मतलब है यह वास्तव में निकटता है तो इस इंडक्टिव सेंसर लगाए इसलिए हमें वर्तमान प्रवाह के लिए कुछ बिजली के तार के तार मिले हैं अब यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है तो बल की चुंबकीय रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और यह उस विशेष चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव से होकर जाएगी और चुंबक के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होगा तो यह वास्तव में बलों की रेखाओं की दिशा है तो ये बलों की रेखाओं की दिशा हैं ठीक है ये सभी बुनियादी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं और यह एक स्थायी चुंबक है ठीक है अब इसलिए इसमें बलों की कुछ लाइनें होंगी इसमें कुछ चुंबकीय प्रवाह होगा अब हम देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं सिर्फ एक फेरोमैग्नेटिक के अलावा और कुछ नहीं है अब यह फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं बलों की इन चुंबकीय लाइनों का क्या होगा बलों की चुंबकीय रेखाओं को विक्षेपित किया जाएगा इसलिए पहले बलों की चुंबकीय लाइनें यहां ठीक थीं यह यहाँ दिखाया गया था अब बलों की चुंबकीय लाइनों की शिफ्टिंग या यह वर्तमानहम माप सकते हैं तो आइए हम इसके काम करने के तरीके को देखें अब यह कहते हुए कि मुझे यह विशेष रूप से पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के पास प्रेरित वोल्टेज की कुछ मात्रा होगी और आप इस तरह से प्रेरित वोल्टेज प्राप्त कर रहे होंगे उदाहरण के लिए यदि मैं समय के साथ प्रेरित वोल्टेज की प्लॉट से दूर फेंक दिया जाता है यह विशेष रूप से नकारात्मक प्रेरित वोल्टेज प्राप्त कर रहा होगा ठीक है अब एक बार फिर मुझे दोहराने दो अगर यह विशेष फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से निकाल रहा हूं तो इस विशेष गति के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के वोल्टेज वितरण प्राप्त करेंगे अब यहाँ अगर मैं इस प्रकार के प्रेरित वोल्टेज वितरण पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मुझे इसका आयाम मिल जाएगा और अगर मैं इस प्रकार के वितरण पर विचार करता हूं तो मुझे अलग अलग आयाम मिलेंगे इसका मतलब है कि मुझे इस प्रेरित वोल्टेज के लिए उच्च आयाम मूल्य मिलेगा अगर यह उच्च गति के साथ चल रहा है और यदि यह कम गति के साथ चल रहा है तो मुझे वोल्टेज के इस विशेष वितरण के लिए कम आयाम मिलेंगे अब एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि उच्च गति के अनुरूप मुझे उच्च आयाम मिलेंगे अर्थात उच्च गति के अनुरूप अब अगर मैं एक निश्चित समय पर विचार करता हूं तो मैं समय के साथ यहां प्लॉट के अधिक करीब आएगा जब भी यह धीमी गति से बढ़ रहा था अब एक बार फिर मुझे दोहराने दें यदि समय की अवधि समान है तो या t कहें यदि यह समान है तो समय समान है और अब एक बार फिर मैं उसी समय के लिए दोहरा रहा हूं तो यह इंडक्टिव सेंसर में आ रही है अब यह कैलिब्रेशन कव ज्ञात है और अगर मैं सामान्यीकृत आयाम या वोल्टेज संकेत को माप सकता हूं अब यह सामान्यीकृत क्यों है क्योंकि 0 से 1 के पैमाने में मैं वोल्टेज सिग्नल के इस सामान्यीकृत आयाम का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं अगर हम माप सकते हैं तो बहुत आसानी से मैं यह पता लगा सकता हूं कि आपकी वस्तु और इसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए विशेष सेंसर के लिए काम करने वाला नहीं है अब मैं सिर्फ एक और बहुत लोकप्रिय सेंसर पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे हॉल इफेक्ट सेंसर का उपयोग अक्सर शीर्ष पर किया जाता है अब इसका कार्य सिद्धांत लोरेंट्ज़ बल के अलावा कुछ भी नहीं है V वेग के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए यह वेक्टर है और बी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के अलावा कुछ भी नहीं है यह भी एक वेक्टर बल के अलावा कुछ भी नहीं है अब यह विशेष सिद्धांत वास्तव में हम हॉल प्रभाव सेंसर

तो यह एक अर्ध चालक सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं है

अब यह अर्ध चालक सामग्री या कहें कि सिलिकॉन में प्रेरित वोल्टेज ठीक है अब वास्तव में क्या होता है जिस क्षण हम सिर्फ एक चुंबकीय वस्तु को पास लाते हैं यह मानते हुए कि यह चुंबकीय वस्तु है जिसे उस विशेष हॉल प्रभाव सेंसर से गुजरेंगी और वास्तव में इसके कारण क्या होगा यहां चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम हो जाएगी और लोरेंट्ज़ बल अब यहां वास्तव में इस विशेष फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बल भी कम होने वाला है और परिणामस्वरूप इस अर्ध चालक सामग्री में यहां प्रेरित वोल्टेज की मात्रा कम होने वाली है और वोल्टेज में कुछ गिरावट होगी इसलिए जब यह विशेष सामग्री सेंसर के सामने नहीं थी तो कुछ प्रेरित वोल्टेज था और जब भी आ रहा है तो प्रेरित वोल्टेज में कुछ बदलाव होता है वास्तव में बोलने से प्रेरित वोल्टेज में कुछ गिरावट होती है और प्रेरित वोल्टेज में यह विशेष गिरावट वाल्टमीटर की मदद से मापी जा सकती है और अगर मैं इस विशेष कैलिब्रेशन कव के बीच की दूरी कम हो जाएगी और यह वोल्टेज में गिरावट को मापने का तरीका है मैं सेंसर के लिए उपयुक्त नहीं हैं अब मैं सिर्फ एक अन्य सेंसर के कार्य सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे कैपेसिटिव सेंसर कहा जाता है यह किसी भी सामग्री के लिए उपयुक्त है चाहे वह चुंबकीय या गैर चुंबकीय हो इसलिए यह विशेष सेंसर काम करने वाला है अब पहले निर्माण विवरण को समझने की कोशिश करते हैं यह बहुत सरल है यह मानते हुए कि हमें यहां एक कंटेनर मिला है इसलिए यह इस दृश्य को दिखाता है यह कंटेनर को दिखाता है यह बिल्कुल बेलनाकार कंटेनर की तरह है तो यह एक और दृश्य है इसलिए यह कंटेनर है ठीक है तो यह वास्तव में एक और दृश्य दिखाता है तो हमें बेलनाकार कंटेनर मिला है और यहां हमें एक सेंसेटिव इलेक्ट्रोड के अलावा कुछ नहीं है तो यह सेंसेटिव इलेक्ट्रोड एक पतली धातु डिस्क है और बहुत हल्का है जिस क्षण हम इस विशेष पतली धातु डिस्क के सामने कोई वस्तु लाते हैं तो क्या होगा इसमें कुछ राशि जमा होगी

और इस विशेष चार्ज एकम्यूलेशन या धातु डिस्क में कुछ दोलनों होंगे अब मैं थोड़ा दोहराता हूं अब यहाँ यदि आप देखते हैं तो यह विशेष सेंसेटिव इलेक्ट्रोड मान से अधिक हो जाएगा कुछ दोलन होंगे और जैसा कि मैंने बताया कि इस रेफ्रेन्स इलेक्ट्रोड बोर्ड की मदद से कुछ आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है और इस मुद्रित सर्किट बोर्ड की मदद से आउटपुट पक्ष को कुछ आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होगा लेकिन इनपुट कुछ प्रकार के दोलन होंगे और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बदलाव को मापकर पता लगा सकते हैं वास्तव में हम सेंसर और इस विशेष वस्तु के बीच की दूरी को निर्धारित कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने बताया उस पल को उस विशेष सेंसर और इस विशेष वस्तु के बीच की दूरी है चार्ज एकम्यूलेशन और यह मानते हुए कि समाई में प्रतिशत परिवर्तन कम है इसका मतलब है कि वस्तु इस विशेष सेंसर के बीच की दूरी निर्धारित कर सकते हैं धन्यवाद